छात्रों आपका स्वागत है तो अपने पिछले व्याख्यान में मैं आपसे कंपनियों की बैलेंस शीट में विभिन्न प्रकार की करंट ऐसेट के बिना व्यापार करने का मौका दिया जाए तो मुझे लगता है कि वे या व्यवसाय सबसे खुशहाल होंगे तो हम 2 ऐसेट में जा रहा है और फिर प्लांट से आप इसे तैयार उत्पाद में परिवर्तित कर रहे हैं और यह बाजार में जा रहा है और हम अपने साथ कोई भी इन्वेंटरी मिलते हैं विशेष रूप से मैं तैयार माल के बारे में बातें कर रहा हूं इसलिए हो सकता है कि हम जानते हैं कि हम बाजार में कुछ उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं हो सकता है कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल मान लीजिए हम रंगीन टीवी का निर्माण कर रहे हैं और हमारे पास बाजार में वितरकों या खुदरा विक्रेताओं के मानक सेट हैं और हम जानते हैं कि एक समय की अवधि में एक वर्ष में अलग अलग महीनों में वे कितनी मांग कर सकते हैं या हो सकता है कि यदि आप त्यौहारी सीज़न को अलग कर दें तो 9 महीने या 9 या 10 महीने की सामान्य मांग क्या है यह हम जानते हैं और उत्पादन का इतना हिस्सा हम सुनिश्चित कर सकते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अप्रत्याशित ऑर्डर या किसी अन्य कंपनी को दे सकता है इसलिए यदि उन्होंने पहले मांग का आकलन नहीं किया है तो वे ऑर्डर कंपनी खो देती है तो उस मामले में यह कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित करेगा तो इसका मतलब है कि सिर्फ बाधित या असफल आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्था के कारण कभी कभी स्टॉक आउट लागत से बचने के लिए या कभी कभी कई अन्य कारणों से आपको इन्वेंट्री रखनी होगी इसलिए हमारे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए और हम इन्वेंट्री रखते हैं लेकिन अंततः इन्वेंट्री की एक लागत है और कंपनी को पर्याप्त कुशल होना चाहिए व्यवसाय या फर्म नहीं चला सकते हैं और आपको इसे रखना होगा इसी तरह हम देनदारों के बारे में बात कर रहे थे इसलिए वे बाहर आते हैं और क्रेडिट सेल खर्च प्राप्य बिल फिर से एक तरह के विविध ऋणी हैं वे तब भी दिखाई देते हैं जब हम या तो क्रेडिट पर बेचते हैं या हम किसी को पैसा देते हैं इसलिए यह बिल प्राप्त करने योग्य हो जाता है जिसे हमें याद करना पड़ता है जो कि आज खर्च हुआ है और जिसे बाद की तारीख में वसूल किया जाना है चाहे वह सामान हो या सेवाएं या नकद या कुछ भी जो आज दिया जाता है और हमें इसे वसूल करना है इसलिए फर्म की दक्षता यह होगी कि यदि वे क्रेडिट पर बेच रहे हैं या वे किसी को कुछ नकद उधार दे रहे हैं तो उन्हें उस ब्याज लागत को जोड़ने में सक्षम होना चाहिए और अगर खरीदार खरीद मूल्य में ब्याज लागत का भुगतान करने के लिए तैयार है तो उस मामले में क्रेडिट पर बेचने में कोई नुकसान नहीं है लेकिन अगर नकद और क्रेडिट कीमत समान है तो उस स्थिति में इससे फर्म को नुकसान होगा इसलिए कोई भी क्रेडिट पर बेचना नहीं चाहेगा लेकिन हमें क्रेडिट पर बेचना होगा क्योंकि सब कुछ नकद पर नहीं हो सकता तो इस वजह से आपके पास देनदार हैं आपके पास रिसिवेबल हैं और केवल एक चीज जो कंपनी को बचा सकती है वह यह है कि यदि आप 2 महीने की क्रेडिट अवधि पर बेच रहे हैं या कहें कि 45 दिन तो हमें ब्याज लागत को कम से कम लागत जो खर्च होती है या फर्म को जो लागत है उसे उत्पादन की कुल लागत में जोड़ने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि वित्तीय लागत आजकल बहुत महत्वपूर्ण लागत है आप बस यह नहीं कह सकते कि वित्त की कोई कीमत नहीं है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लागत है क्योंकि अगर यह हमारा अपना पैसा है जिसे हम क्रेडिट बिक्री या विनिर्माण में निवेश कर रहे हैं और फिर क्रेडिट पर बेच रहे हैं तो इसमें अवसर लागत है और अगर यह उधार लिया गया पैसा है तो हमें उस स्रोत के लिए ब्याज का भुगतान करना होगा जहां से हम एक फर्म के रूप में धनराशि उधार ली है इसलिए उस खरीदार से ब्याज क्यों नहीं वसूलना चाहिए जो क्रेडिट पर खरीद रहा है और आपने देखा होगा कि ये कीमतें अलग हैं जब हम किसी से नकद पर कुछ खरीदते हैं तो हम एक अलग कीमत अदा करते हैं लेकिन जब हम किसी से क्रेडिट पर खरीदते हैं तो हम एक अलग कीमत अदा करते हैं लेकिन हम कोई ऋणी या बिल रिसिवेबल नहीं चाहते हैं लेकिन हम मजबूर है कि हमें उधार पर बेचना पड़ता है इसी तरह आप प्रीपेड खर्चों के बारे में बात करते हैं कौन कहता है कि अग्रिम भुगतान करें अग्रिम भुगतान कौन करना चाहेगा प्रीपेड खर्चों में और वे पूर्व भुगतान क्यों करते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस उत्पाद का हम निर्माण कर रहे हैं उस उत्पाद की कच्ची सामग्री आपूर्ति में कम है आपूर्तिकर्ताओं से एक नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हाँ हम आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान कर रहे हैं ताकि वह हमारी आपूर्ति में बाधा न डालें कुछ प्रकार के इनपुट कुछ प्रकार के कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति के लिए उदाहरण के लिए कहना चाहेंगे अब हम एक फर्म हैं जो कच्चे माल के रूप में कोयला या पेट्रोलियम उत्पादों डीजल का उपयोग इनपुट के रूप में या ईंधन स्रोत के रूप में या ऊर्जा स्रोत के रूप में कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीजें आपूर्ति में कभी कभी कम होती हैं इसलिए यदि वे आपूर्ति में कम हैं तो उस मामले में हमें कुछ समय के लिए आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान करना होगा ताकि वे भी दबाव में रहें कि जिन लोगों या कंपनियों ने उन्हें अग्रिम भुगतान किया था उन्हें सामग्री की आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़े इसलिए हमें करना पड़ता है लेकिन अग्रिम भुगतान पूर्व भुगतान कौन करना चाहता है अंततः हम पूर्व भुगतान करने के लिए बाध्य हैं अन्यथा हम सामग्री की प्राप्ति के बाद भुगतान करना चाहेंगे पूर्व भुगतान को हम ऐसेट कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह एक वास्तविक ऐसेट नहीं है इसी तरह आप अग्रिम डिपॉजिट करें यह भी प्रीपेमेंट पेमेंट की तरह है लेकिन हम इसे एक व्यवसाय के रूप में एक फर्म के रूप में करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हम अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से सफलतापूर्वक चलाना चाहते हैं हम किसी भी रुकावट का सामना करने या सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए हम आपूर्तिकर्ता को खुश रखना चाहते हैं इसलिए कभी कभी हम पूर्व भुगतान करते हैं कभी कभी हम अग्रिम डिपॉजिट हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज बहुत अल्पविधि निवेश है कभी कभी क्या होता है और यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी नकदी की लागत को कम कर सकते हैं हमारे पास नकदी है जो फिर से एक ऐसेट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि नकदी हाथ में नकदी और बैंक में नकदी है तो अगर आप नकदी को फिर से नकदी के रूप में रख रहे हैं तो यह भी ऐसेट है लेकिन अगर मुझे नकदी के बिना व्यापार करने का मौका दिया जाए तो मैं सबसे खुश व्यक्ति होगा मैं अपने साथ कोई नकदी नहीं रखना चाहूंगा कैश इन हैंड की केवल लागत होती है कोई रिटर्न नहीं बैंक में नकद में केवल लागत होती है कोई रिटर्न नहीं जब आप व्यवसाय की नकदी बैंक में रखते हैं तो वह चालू खाते में रखी जाती है वह बचत खाते में नहीं रखी जाती है व्यवसाय में चालू खाता होना चाहिए और चालू खाते बैंक से कोई ब्याज नहीं लेते हैं बैंक कभी भी चालू खाते पर कोई ब्याज नहीं देते हैं बैंक केवल बचत के साथ साथ सावधि जमा पर ब्याज देते हैं इसलिए यदि आप चालू खाते में नकदी का कुछ हिस्सा बैंक में रख रहे हैं तो हमें उस पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा है लेकिन उस नकदी को रखने में लागत है कभी कभी क्या होता है कि बैंक उस कंपनी को अनुमति देता है कि एक दिन में आप के 3 से 4 लेनदेन मुफ्त में हैं लेकिन यदि आपके लेनदेन की संख्या 4 से अधिक हो जाती है या स्वीकृत या लेन देन की पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक है तो आपको प्रति लेनदेन लागत का भुगतान करना होगा तो इसका मतलब यह है कि चाहे आप बैंक में नकदी रख रहे हैं आप बैंक को कीमत का भुगतान कर रहे हैं जब आप कहते हैं कि आप लेनदेन की संख्या बढ़ा रहे हैं और जब से हम व्यवसाय में हैं इसलिए आप 3 से 4 के बीच के लेनदेन की संख्या को सीमित नहीं कर सकते कभी कभी यह बढ़ जाता है और जब लेनदेन बढ़ता है तो हमें बैंक को लागत का भुगतान करना पड़ता है इसी तरह हाथ में नकदी हाथ में नकदी जब आप हाथ में नकदी रख रहे हैं तो आप इसे एहतियाती उद्देश्य के लिए रख रहे हैं हम यह नहीं कहते कि हर समय नकदी रखने की आवश्यकता होती है लेकिन आपको नकदी रखनी होगी इसलिए यदि आप नकदी को रख रहे हैं तो इसकी भंडारण लागत है इसकी सुरक्षा लागत है इसकी अन्य बहुत सारी लागत है लेकिन वह नकदी आपके लिए कमाई नहीं कर रही है इसलिए नकदी शेष को कम करने के लिए चाहे वह हाथ में हो या बैंक में फर्म कभी कभी नकदी के एक हिस्से को लघु अवधि के निवेश में बदलने के विकल्प का सहारा लेती हैं और वह अल्पकालिक निवेश बहुत ही अल्पकालिक निवेश होते हैं उन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटीज के रूप में बना सकते हैं आप इसे 24 घंटे के बहुत कम अंतराल के लिए निवेश कर सकते हैं आप इसे 3 दिन 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए निवेश कर सकते हैं यदि आपको उस निश्चित अवधि के लिए निश्चित मात्रा में नकदी की आवश्यकता नहीं है तो बाजार में निवेश करना बेहतर है हम बाजार से कुछ 3 से 4 5 प्रतिशत ब्याज कमा सकते हैं बहुत ही अल्पकालिक निवेश जो कि आप रखते हैं कार्यशील पूंजी प्रबंधन की भाषा में हम इसे बैकअप तरलता कहते हैं नकद एक शुद्ध तरलता है नकद शुद्ध तरलता है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को नकदी में बदल सकते हैं यदि आप यह जानते हैं उदाहरण के लिए हमें कल किसी आपूर्तिकर्ता का भुगतान करना है तो शायद कल 10 बजे तक आपको चेक भेजना होगा इसलिए आप आज 10 बजे जानते हैं कि आपके पास 24 घंटे हैं आप 24 घंटे के भीतर कुछ सिक्योरिटीज को नकद में परिवर्तित कर सकते हैं और कल तक आप आपूर्तिकर्ता को नकदी में भुगतान कर सकते हैं आपके पास नकदी है और अगर आप चेक से भुगतान करना चाहते हैं तो यह आकलन करना होगा कि यदि हम कल चेक जारी करते हैं तो वह कितने दिनों में हमारे खाते से उस चेक को लेने वाला है ताकी आपको उस नकदी को खाते में तैयार रखना होगा ताकि आप आसानी से उन मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अलावा हमारे लिए कुछ भी नहीं कमाते हैं अल्पकालिक निवेश बहुत ही अल्पकालिक निवेश कुछ ब्याज कमाते हैं लेकिन न तो इन्वेंट्री की बेहद कम राशि के बिना व्यापार करने का मौका दिया जाए तो मैं सबसे खुश व्यक्ति हूंगा लेकिन यह संभव नहीं है इसलिए एक बार जब आपको करंट ऐसेट के स्तर को बनाए रखें मैं जितना हो सके कम से कम या अधिक से अधिक नहीं कहूंगा मैं इष्टतम शब्द का उपयोग करूंगा इष्टतम न तो अधिक है और न ही कम है इसका मतलब यह है कि आप सामान्य रूप से कितनी इन्वेंट्री रखते हैं ताकि सफलतापूर्वक व्यावसायिक संचालन किया जा सके आप उतनी इन्वेंट्री रखें बिना कुछ खोए अगर आप क्रेडिट पर बेचने में सक्षम हैं तो आप क्रेडिट पर उतना ही बेचते हैं यदि आप आराम से पहले से भुगतान करने में सक्षम हैं तो आप अग्रिम भुगतान करते हैं यदि दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए आपको जितनी नकदी की आवश्यकता होती है आप उतनी नकदी को रखते हैं और फिर कुछ बैंक में और वह नकदी जिसकी आपको अगले कुछ दिनों के लिए या शायद अगले सप्ताह या 15 दिनों या 1 महीने के लिए आवश्यकता नहीं है आप उस नकदी को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में परिवर्तित करते हैं इसलिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज के इष्टतम स्तर पर रखें और फिर हम देयता पक्ष में आते हैं लायबिलिटी हैं अब मैंने आपको पिछले व्याख्यान में भी बताया था कि जब आप व्यवसाय के लिए धन के स्रोतों के बारे में बात करते हैं तो वे 3 हैं आपने केवल 2 के बारे में सुना होगा यह अल्पकालिक वित्त और दीर्घकालिक वित्त है वित्त के लघु अवधि के स्रोत और वित्त के दीर्घकालिक स्रोत लेकिन मैं कहता हूं कि एक तीसरा भी है जिसे वित्त का स्पॉन्टेनियस स्रोत है वित्त का सेल्फ एडजस्टिंग है इसी तरह हमारे पास देय बिल हैं कभी कभी हमने अल्पावधि उद्देश्यों के लिए नकदी उधार ली है यह ऋण नहीं है यह एक ऐसा तरीका है जिसे आप दो व्यापार के बीच व्यवस्था कहते हैं इसलिए उन्हें देय बिल कहा जाता है इसलिए जब आपको करंट ऐसेट वित्त सबसे सस्ता है इसकी एक लागत भी है मैं यह नहीं कहूंगा कि इसकी लागत नहीं है इसकी लागत भी है लेकिन अन्य 2 स्रोतों की तुलना में यह सबसे सस्ता स्रोत है अब यदि आप कहते हैं कि आपके पास स्पॉन्टेनियस वित्त पूरी तरह से समाप्त हो गया है मतलब अगर आप कच्चा माल खरीदना चाहते हैं तो आपको इसे स्टॉक के रूप में रखना होगा आपका दृष्टिकोण एक सच्चे प्रबंधक के रूप में होना चाहिए मेरा मतलब है कि कार्यशील पूंजी प्रबंधन के बुद्धिमान छात्र हो सकता है कि आप कल किसी भी कंपनी के CFO हो आप अपने खरीद विभाग को सलाह देते हैं कि आप अधिकतम खरीदारी क्रेडिट पर करें इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्पॉन्टेनियस करेगा लेकिन आपके शॉर्ट टर्म फंड्स स्रोत कहा जाता है क्योंकि आपूर्तिकर्ता हमारे आपूर्तिकर्ता के साथ दीर्घकालिक संबंध हैं और आपूर्ति की शर्तें पूर्व निर्धारित हैं इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति हमें किसी भी कच्चे माल की आपूर्ति कर रहा है और आपूर्तिकर्ता और खरीदार के बीच की शर्तें यह है कि वह इसे 2 महीने की 60 दिनों की क्रेडिट अवधि पर आपूर्ति करेगा और फर्म यह भी जानती है कि आपूर्तिकर्ता से यह सामग्री कौन खरीद रहा है किसी भी आपूर्तिकर्ता या आपूर्तिकर्ताओं की संख्या कि 60 दिनों के बाद विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के बिल देय हो जाएंगे इसलिए वे बैंक में व्यवस्था करेंगे ताकि अगर वे बैंक खाते से चेक जारी करें तो उनके लिए खाते में पर्याप्त शेष राशि हो क्योंकि यह एक नियमित मामला है जब हम क्रेडिट पर खरीद रहे हैं तो हम बाजार में आपूर्ति कर रहे हैं आंशिक रूप से हम नकदी पर आपूर्ति कर रहे हैं आंशिक रूप से हम तैयार उत्पाद को क्रेडिट पर बेच रहे हैं हम अपने खरीदारों से भी प्राप्त कर रहे हैं जो इसे नकद या क्रेडिट पर खरीद रहे हैं फिर पैसा बैंक खाते में जा रहा है और फिर हमें नियत तारीख पर जब विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान करने हैं हम चेक लिख रहे हैं और फिर हम भुगतान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सीएफओ के दिमाग में या वित्त विभाग पर कुछ विशेष दबाव नहीं है कि हमें आपूर्तिकर्ताओं के इस हिस्से का भुगतान करना होगा और हमारे पास पैसा नहीं है शॉर्ट टर्म फंड्स या शायद अन्य वित्तीय संस्थानों से लोन वहां आपको कुछ उचित व्यवस्था करनी होगी अल्पावधि फंड्स की व्यवस्था के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होती है इसी तरह आपको दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था के लिए कुछ प्रयास करने होंगे लेकिन स्पॉन्टेनियस चला जाता है वह बैंक में चेक प्रस्तुत करता है और फिर खरीदार के बैंक खाते से जो तैयार उत्पाद का निर्माता होता है उसके खाते को डेबिट किया जाता है और भुगतान किया जाता है इसलिए यह वित्त विभाग या खरीद विभाग या शायद वित्त विभाग में सीएफओ है यह एक नियमित निर्णय है हमें सामग्री मिल रही है और हम भुगतान कर रहे हैं और हम यह ध्यान रख रहे हैं कि हमारे बैंक खाते में हमारे पास कितना पैसा है हमें कितने समय में कितना भुगतान करना है जो कि एक नियमित प्रक्रिया बन जाता है क्योंकि फर्म आमतौर पर कैश बजट की प्रक्रिया का सहारा लेती हैं एक बार कोई भी फर्म कैश बजट बना रही है यदि आप इससे बहुत कुशल कैश मैनेज करना चाहते हैं तो आपको कैश बजट के समय क्षितिज को कम करना होगा मान लो अगर कुशल फर्मों बहुत कुशल फर्मों के लिए नकदी बजट का समय क्षितिज एक सप्ताह है यदि हमारे पास नहीं है तो हम इतने कुशल नहीं हैं और हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं तो हम इसे 15 दिन तक बढ़ा सकते हैं या अधिकतम यह 1 महीने 30 दिन हो सकता है इसलिए यदि आपके पास 30 दिनों के लिए नकद बजट है तो उस नकद बजट में आप यह जानते हैं कि अगले 30 दिनों के दौरान अलग अलग दिनों में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को हमें कितना भुगतान करना है हमने पहले ही प्रावधान कर दिया है और हमें यकीन है कि उस नकद बजट के अनुसार हम बैंक खाते में नकदी को बनाए रख रहे हैं और स्वचालित रूप से हम चेक लिख रहे हैं लेकिन अल्पावधि ऋण के मामले में यदि आपको अल्पावधि ऋण की व्यवस्था करनी है तो आपको उस विशेष प्रयासों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करनी होगी और एक बार अल्पावधि ऋण समाप्त हो जाने के बाद जिसका आपने उपयोग किया है आपको इसे बैंक या शायद स्रोत जहां से हमने यह ऋण उठाया है वापस करना होगा और हमें ऋण की अगली राशि के लिए पूर्ण पूर्ण समझौते के लिए जाना होगा अगले ऋण के लिए हमें वही करना होगा जो हमने अतीत में किया था लेकिन स्पॉन्टेनियस पक्ष पर आ गए हैं इसलिए मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप लेनदारों स्वचालित आपूर्ति से अधिकतम धनराशि लेने का प्रयास करें इसलिए यदि आप इसे क्रेडिट पर खरीद रहे हैं तो हमें उन्हें तुरंत भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है हम उन्हें 2 महीने के बाद भुगतान करेंगे तो इसका मतलब है कि यह वित्त का एक स्वचालित स्रोत है देय बिल कुछ इस तरह है कि हम एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय के लिए छोटे अंतराल के लिए उधार ले सकते हैं यह संभव हो सकता है एक बार जब यह स्पॉन्टेनियस स्रोत हैं उच्च कर्मचारियों को देखें शायद वे प्लांट वर्कर हैं या वे कार्यालय के कर्मचारी हैं हम उन्हें एक निश्चित दिन पर काम पर रखते हैं वे 30 दिनों या 1 महीने की पूरी अवधि के लिए काम करते हैं और हम उन्हें 1 महीने के बाद भुगतान करते हैं क्या उन्हें 1 महीने से पहले वेतन की आवश्यकता होती है या क्या वह मांगते हैं वे फर्म को एक अवधि के लिए 1 महीने की पूरी अवधि के लिए सेवाएं दे रहे हैं और 1 महीने के बाद आपको उन्हें भुगतान करना होगा तो इसका मतलब है कि 30 दिनों के लिए आपको श्रम के भुगतान के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है जो कि मजदूरी है और आपके कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान फिर से वित्त का स्पॉन्टेनियस की आवश्यकता है आपके पास ऊर्जा या ईंधन के कुछ अन्य स्रोत हैं शायद कोयला शायद कभी कभी पेट्रोलियम उत्पादों की बचत हमारे पास कम से कम 1 महीने के लिए आपूर्ति की व्यवस्था है बिजली की आपूर्ति कंपनी आपको हर दिन बिल नहीं देने जा रही है वे बिल करते हैं कुछ कंपनियां 2 महीने में एक बार अपना बिल एकत्र करती हैं कुछ कंपनियों ने समय क्षितिज को घटाकर अब 1 महीने कर दिया है इसलिए वे इसे एकत्र करने जा रहे हैं लेकिन कम से कम इसका मतलब है कि वे इसे 30 दिनों के बाद एकत्र करने जा रहे हैं लेकिन कम से कम 30 दिनों के लिए वे आपको भुगतान करने के लिए नहीं कहेंगे इसलिए आपको 30 दिनों की अवधि के लिए एक स्वतः स्पॉन्टेनियस क्रेडिट मिला शायद यह बिजली की आपूर्ति है यह पानी की आपूर्ति है यह सामग्री सहित किसी भी अन्य तरह के छोटे इनपुट की आपूर्ति है फिर आप मजदूरी वेतन के बारे में बात करते हैं इन सभी स्रोतों से कम से कम वे आपको 30 दिनों या 1 महीने की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के फंड के लिए पूछने नहीं जा रहे हैं और प्रमुख इनपुट्स की आपूर्ति के मामले में हमारे पास 2 महीने के लिए भी व्यवस्था हो सकती है भारत में क्रेडिट अवधि जो विनिर्माण क्षेत्र में विद्यमान है वह 45 से 60 दिनों तक है अगर कोई बहुत कुशल खरीदार है तो वह आपूर्तिकर्ता को सहमत कर सकता है कि मैं आपको 60 दिनों के बाद भुगतान करूंगा प्रत्येक कंसाइनमेंट स्रोत है 30 दिनों के बाद हमने नकद बजट बनाया है तो इसका मतलब है कि हमारे पास वेतन आपूर्तिकर्ताओं को वेतन बिजली बिल पानी के बिल के लिए धन होगा हमारे पास उतना प्रावधान हैं आप देखते हैं कि उदाहरण के लिए यह व्यवसाय का सवाल नहीं है हमारे घरेलू मामलों भी हमारे घरेलू स्तर पर भी हम सामान्य रूप से यही सोचते हैं कि हम मासिक भुगतान कितना करते हैं हमें बिजली का बिल चुकाना होगा हमें केबल टीवी बिल का भुगतान करना होगा हमें पानी का बिल चुकाना होगा हमें किराने के लिए भुगतान करना होगा हमें दूसरी तरह के इनपुट के लिए भुगतान करना होगा हमें बच्चों की फीस देनी होगी हमें शायद किसी अन्य इनपुट के लिए भुगतान करना होगा जो हमें 1 महीने की अवधि के लिए आवश्यक है हम मासिक व्यवस्था करते हैं या हम व्यवस्था करते हैं या हम पूरे 1 महीने के लिए बजट बनाते हैं तो यह घरेलू स्तर पर एक व्यक्ति के स्तर पर हो रहा है इसलिए यदि आप किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं और यदि आप व्यवसाय के बारे में बात करते हैं तो उस मामले में स्वचालित रूप से यह बजटिंग है एक परिवार के मामले में यदि आप एक मासिक बजट तैयार करते हैं तो हम मासिक बजट को कॉर्पोरेट स्तर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं और उस स्थिति में हम अपने दिमाग पर कुछ अतिरिक्त दबाव नहीं डालते यह स्वचालित है यह हर महीने होता है और यह एक सेल्फ लिक्विडेटिंग स्रोत है तो एक सच्चे प्रबंधक के रूप में अधिकतम धनराशि का प्रयास करें वित्त के स्पॉन्टेनियस का अल्पावधि स्रोत बैंक ऋण है और इसकी वजह यह है कि अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवसायों को बैंक ऋण की आसान उपलब्धता है और इसलिए अन्य 9 10 स्रोतों को भारतीय व्यापार या भारतीय व्यावसायिक फर्म उस सीमा तक उपयोग नहीं करते जिसके वे हकदार हैं तो इस मामले में इसका मतलब है कि अगर कुछ और उपलब्ध नहीं है तो बैंक वित्त आसानी से उपलब्ध है इसलिए जब आप बैंक से उधार लेते हैं तो आप छोटी अवधि और लंबी अवधि के लिए उधार ले सकते हैं जब आप लंबी अवधि के लिए उधार लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ब्याज की उच्च दर चुकानी होगी यदि आप छोटी अवधि के लिए उधार लेते हैं तो आपको ब्याज की कम दर का भुगतान करना होगा तो इसका मतलब है क्योंकि अब भारत में भी हमारे पास ब्याज दरों का समय ढांचा है परिपक्वता अवधि जितनी अधिक होगी ब्याज दर उतनी ही अधिक होगी ऋण की परिपक्वता अवधि जितनी कम होगी ब्याज दर उतनी ही कम होगी तो इसका मतलब है कि क्योंकि हम उस नकदी को निवेश करने जा रहे हैं जो कि अल्पकालिक ऐसेट कम से कम उत्पादक है इसलिए इन ऐसेट वित्त के बाद शॉर्ट टर्म स्रोतों का सहारा लेना चाहिए और एक बार अल्पकालिक स्रोत पूरी तरह से समाप्त हो जाए उसके बाद आप वित्त के दीर्घकालिक स्रोतों का उपयोग करने के बारे में सोच सकते हैं दीर्घकालिक ऋण जब आप लंबी अवधि के ऋण या दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए धन उधार लेते हैं तो उस मामले में क्या होता है लॉन्ग टर्म लोन का हिस्सा या लॉन्ग टर्म उधार का हिस्सा शॉर्ट टर्म उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है फंडिंग एजेंसी बना रहता है जो कहता है कि कुल ऋण का 25 दीर्घकालिक जो बैंक या कोई वित्तीय संस्थान कंपनी को फर्म को दे रही है उसका 25 अल्पकालिक उद्देश्यों के लिए या कार्यशील पूंजी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है इसका मतलब यह है कि वित्तीय संस्थान की अनुमति के साथ हम उपयोग कर रहे हैं लेकिन आप देखते हैं कि वे ब्याज की दर कम नहीं करेंगे आपको समान ब्याज दर का भुगतान करना होगा केवल अनुमति यह है कि उस 25 में से प्रदान किए गए दीर्घकालिक फंड का उपयोग किया जा सकता है अधिकतम 25 का उपयोग अल्पकालिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और शेष 75 का उपयोग निश्चित रूप से उस दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए किया जाना है जिसके लिए धन प्रदान किया गया तो इस मामले में इसका मतलब है कि न्यूनतम निवेश दीर्घकालिक स्रोतों से होना चाहिए क्योंकि लंबी अवधि के उधार पर ब्याज दर बहुत अधिक है इसलिए यदि आप अल्पावधि उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से करंट असेट्स के बीच एक बेमेल होने जा रहा है लागत बहुत अधिक है कहीं 18 20 प्रतिशत और रिटर्न लगभग बहुत कम है क्योंकि यदि आप क्रेडिट पर कुछ भी बेचते हैं यहां तक कि अपना तैयार माल और आपको लगता है कि अगर मैं क्रेडिट पर बेच रहा हूं तो मैं अपनी क्रेडिट बिक्री को उस ब्याज के साथ लोड कर सकता हूं जो मैं वित्तीय संस्थान को दे रहा हूं और अगर यह ब्याज 18 20 प्रतिशत है यदि आप अपनी क्रेडिट बिक्री को 18 से 20 प्रतिशत वित्तीय लागत के साथ लोड करते हैं तो आपके उत्पाद की कीमत बहुत अधिक होगी और कोई भी उस उत्पाद को क्रेडिट पर भी नहीं खरीदेगा इसलिए लोडिंग लगभग 10 12 प्रतिशत के आसपास भुगतान करते हैं तो अगर यह 10 12 प्रतिशत है तो आप लागत को 10 12 प्रतिशत बढ़ा सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप नकदी खरीदते हैं या नकदी पर कुछ खरीदते हैं तो मैं आपको भुगतान करूंगा या मैं आपको एक कलम बेचूंगा उदाहरण के लिए हम पेन का निर्माण कर रहे हैं मैं आपको यह पेन 10 रुपये में बेचूंगा लेकिन अगर आप इसे क्रेडिट पर खरीदना चाहते हैं तो मैं इसे 10 या कहीं 15 के साथ लोड लागत नियंत्रण में होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि अपनी निधियों की लागत को नियंत्रण में रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप पहले वित्त के स्पॉन्टेनियस स्रोत का उपयोग करें ताकि आप आसानी से लागत वहन कर सकें एक बार जब वह पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं तो आप अल्पावधि स्रोत पर जाते हैं और एक बार यह भी समाप्त हो जाता है और जरूरत पड़ने पर आपको धन के दीर्घकालिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है तो यहाँ अब इसका मतलब है कि हमने पिछली कक्षा में और आज की कक्षा में इस बैलेंस शीट का प्रबंधन कैसे करें और यदि आप अपनी करंट असेट्स को कैसे प्रबंधित किया जाए और 30 घंटे का यह कुल कोर्स आपको अंततः तकनीकों और उपकरणों और कार्यशील पूंजी प्रबंधन की अवधारणाओं की पूरी समझ से लैस करेगा और मुझे यकीन है कि आप इस बारे में स्पष्ट होंगे कि धन के अल्पकालिक स्रोतों या कार्यशील पूंजी वित्त का प्रबंधन कैसे करें आज के लिए बस इतना ही मैं यहां रुकूंगा और फिर अगला भाग हम अगली कक्षा में शुरू करेंगे